अब एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप अक्सर यह बयान सुनेंगे कि नोड डी सि के माध्यम से जा सकते हैं अब यह बहुत भ्रमित कर सकता है क्योंकि क्या होगा यदि मैं इस तरह एक सर्किट बना देता हूं मानलिजिये कि यह एक 1 मिली एम्प कांस्टेंट करंट है और मैंने इसे एक कपैसिटर में जोड़ा है तो स्पष्ट रूप से किरचॉफ करंट लॉ द्वारा इस करंट को एक कपैसिटर के माध्यम से बहना पड़ता है और इसलिए इस कथन का क्या हुआ कि d c एक कपैसिटर के माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकता है d c एक कपैसिटर के माध्यम से बहुत अधिक फ्लो हो रहा है तो यह स्टेटमेंट कैपेसिटर ब्लॉक d c या d c कैपेसिटर के माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकता है इसे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए अब यह स्पष्ट है कि यदि आप यहां वोल्टेज की जांच करते हैं तो वोल्टेज का क्या होता है क्योंकि करंट स्थिर है वोल्टेज एक रैंप होगा तो अगर यह करंट कुछ I0 है तो Vc वर्सेज t एक रैंप होगा और जिसका स्लोपढलान I0 c से विभाजित है तो बात यह है कि इनपुट समय के साथ स्थिर है लेकिन यह रिस्पांसप्रतिक्रिया V c लगातार समय के साथ बदल रही है और आप देख सकते हैं कि यह कभी नहीं रुकेगी भले ही आप सभी तरह से इंफिनिटी तक जाते हो तब यह भी बढ़ाता ही रहेगा तो वास्तविकता यह है कि इस तरह का एक सर्किट स्थिर स्थिति तक नहीं पहुंचता है या दूसरे शब्दों में नेचुरल रिपॉन्स समाप्त नहीं होती है और यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यदि आप इसके टाइम कांस्टेंट का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं तो आपको सोर्स को 0 पर सेट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 पर सेट करना पड़ेगा और उस स्थिति में आप केवल कपैसिटर और एक ओपन सर्किट के साथ रह जाएंगे आप इसे एक R के रूप में सोच सकते हैं जो इंफिनिटी है और एक ओपन सर्किट एक इंफिनिटी बड़े रेजिस्टेंस के बराबर है तो टाइम कांस्टेंट tauताऊ जो RC है वह भी इंफिनिटी है टाइम कांस्टेंट इंफिनिटी लंबा है तो इसका मतलब है कि यह बिल्कुल भी स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंचता है तो यह संभव है कि d c एक कपैसिटर के माध्यम से प्रवाहित हो लेकिन ऐसा सर्किट स्थिर अवस्था में नहीं पहुंचेगा बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से इसे जो कहना चाहिए वह निम्नलिखित है निरंतर इनपुट के साथ एक स्थिर सर्किट में इसका मतलब है कि सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज का एक स्थिर मूल्य होता है फिर स्थिर अवस्था में यह कैपेसिटर वोल्टेज समय के साथ स्थिर होता है और ठीक वैसे ही इंडक्टर करंट भी स्थिर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि क्योंकि करंट कैपेसिटर के वोल्टेज का टाइम डेरीवेटिव हैं और कपैसिटर करंट शुन्य हैं इसी तरह हम अब फर्स्ट आर्डर सर्किट को देखेंगे और यह कथन सभी आर्डर सर्किट के लिए मान्य है यदि आपके पास कांस्टेंट इनपुट हैं और सर्किट स्थिर है ताकि यह नेचुरल रिस्पांस ख़त्म होने के बाद और स्थिर स्थिति में पहुंचने के बाद कपैसिटर वोल्टेज समय के साथ स्थिर रहेगा और कपैसिटर करंट 0 होगा और इंडक्टर कर्रेंटस समय के साथ स्थिर रहेंगी और इंडक्टर वोल्टेज 0 होगा इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दोनों के होने के लिए कई स्थितियों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है आपको कांस्टेंट इनपुट के साथ एक सर्किट के होने की आवश्यकता होती है और सर्किट को स्थिर अवस्था में पहुंचना चाहिए यानी सर्किट बहुत स्थिर होना चाहिए ताकि यह कुछ समय में स्थिर अवस्था में पहुंच जाए इसलिए जब यह स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है तो आपके पास एक डीसी करंट कपैसिटर के माध्यम से या तो नहीं होगा या एक डीसी वोल्टेज इंडक्टर में नहीं होगा तो कृपया शर्तों को समझें अन्यथा मैं आसानी से इस तरह से कुछ मूर्खतापूर्ण उदाहरण ले सकता हूं जहां d c कपैसिटर के माध्यम से स्पष्ट रूप से बह रहा है लेकिन मुद्दा यह है कि यह एक स्थिर सर्किट नहीं है और यह स्थिर स्थिति तक नहीं पहुंचता है